एमपीपीटी क्या है इसकी अवधारणा क्या है इसी की हम अब चर्चा करेंगे एमपीपीटी मैक्सिमम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग का संक्षिप्त रूप है इसका अर्थ क्या है एक फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल के लिए किसी एक दिए गए समय पर केवल एक ही ऑपरेटिंग पॉइंट होता है जहां से मैक्सिमम पावर ली जा सकती है हमें इस ऑपरेटिंग पॉइंट की स्थिति का निर्धारण करना है तथा इसे ट्रैक करना है और देखना है कि एक एमपीपीटी मॉड्यूल का ऑपरेटिंग प्वाइंट उस एक स्थान के आस पास ही रहे यह प्रक्रिया पीवी पैनल के ऑपरेटिंग पॉइंट को मैक्सिमम पावर पॉइंट पर बनाए रखने की प्रक्रिया मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कहलाती है इस सरल सर्किट को देखें इसमें एक फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल एक रेसिस्टिव लोड R0 से जुड़ा हुआ है जहां R0 एक वेरिएबल रजिस्टेंस है जब इस R0 के मान को शॉर्ट सर्किट से ओपन सर्किट तक परिवर्तित किया जाता है तब क्या होता है यह हम पीवी पैनल की I V करैक्टरिस्टिक में देख सकते हैं इस सर्किट में हम V को यहां तथा I को यहां मापते हैं और तब हम V को x एक्सिस पर तथा I को y एक्सिस पर लेकर I V करैक्टरिस्टिक प्राप्त करते हैं यह पीवी पैनल का करीब करीब I V करैक्टरिस्टिक कर्व है यह लाइन जो आप यहां देख रहे हैं जिस पर मैं अभी माउस कर्सर चला रहा हूं इसे लोड लाइन कहते हैं हमने इस लोड लाइन के बारे में दूसरे सप्ताह में चर्चा की थी आप इसे पुनः वहां देख सकते हैं यह लोड लाइन और कुछ नहीं बल्कि ∆I∆V अनुपात है जिसका मान 1R0 है अब यदि इस लोड लाइन को मैं इस तरह घुमा दूँ कि यह इस तरह x एक्सिस से मिल जाए तब 1R0 जो कि इस लाइन का स्लोप है शून्य होगा अर्थात R0 को इनफिनिट होना होगा अर्थात यह टर्मिनल के अक्रॉस ओपन सर्किट की स्थिति होगी इसी तरह यदि हम लोड लाइन को इस तरह घुमाएं ताकि इसका स्लोप इनफिनिट हो जाए अर्थात यह y एक्सिस से मिल जाए तब ऑपरेटिंग प्वाइंट R0 को एक शॉर्ट सर्किट की तरह व्यक्त करेगा अर्थात इस स्थिति में R0 का मान 0 होगा अब इस संशोधित चित्र को देखें RT वह रजिस्टेंस है जो पीवी मॉड्यूल की ओर से इस टर्मिनल की ओर देखने पर प्राप्त होता है तो यहां से देखने पर टर्मिनल रजिस्टेंस RT कहलाता है और इसे ही मैं लोड लाइन के लिए उपयोग कर रहा हूं तो यह लोड लाइन है जिसका एडमिटेंस 1RT है अब मान लेते हैं कि इस पीवी पैनल की I V कैरेक्टरिस्टिक इस प्रकार है तथा लोड लाइन 1RT का इस I V कैरेक्टरिस्टिक के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट है अब हम इस I V कैरेक्टरिस्टिक पर पावर कर्व अर्थात P वर्सेस V कर्व सुपरपोज़ कर देते हैं यह P वर्सेस V कर्व है इसे हम पहले देख चुके हैं मैं सिर्फ इस पावर कर्व को यहां ला रहा हूं इस कर्व पर यहां कहीं पीक पावर पॉइंट है इस कर्व के उभरे हुए भाग पर टेंजेंट पीक पावर पॉइंट देगी इसे हम Pm से निरूपित करेंगे इसे मैं यहां x चिह्न से दर्शा देता हूं यदि आप इस पीक पावर पॉइंट से होकर एक लाइन खींचे तो यह I V कैरेक्टरिस्टिक को इंटरसेक्ट कर सकती है तो यह y इंटरसेप्ट क्या है यह Im कहलाता है तथा जो x इंटरसेप्ट है इसे Vm कहते हैं अर्थात Vm पीक पावर ऑपरेटिंग पॉइंट पर वोल्टेज है तथा Im पीक पावर ऑपरेटिंग पॉइंट पर करंट है Vm गुणित Im Pm होगा अर्थात यह ऑपरेटिंग पॉइंट होगा और यह इस प्रकार दिखता है यदि लोड लाइन को ऑपरेटिंग प्वाइंट जोकि पीक पावर पॉइंट दर्शाता है के दाहिनी ओर स्थानांतरित कर दिया जाए जैसे कि यहां दिखाया गया है तो इसका स्लोप कम हो जाएगा अर्थात RT का मान बढ़ जाएगा जिसका अर्थ यह होगा कि R0 का मान बढ़ गया है जिसका तात्पर्य होगा कि यह ओपन सर्किट की ओर बढ़ रहा है इस ऑपरेटिंग पॉइंट के साथ जो कि वह पॉइंट है जहां लोड लाइन I V कर्व को इंटेरसेक्ट करती है आप देखते हैं कि y इंटरसेप्ट एक अनिश्चित I है x इंटरसेप्ट एक अनिश्चित V है तथा पावर कर्व के साथ इंटरसेक्शन जिसे यहां X से दर्शाया गया है पीक ऑपरेटिंग पॉइंट से काफी दूर है अर्थात यह ऑपरेटिंग प्वाइंट पीवी पैनल से पीक पावर ड्रा नहीं करता यह इससे काफी कम पावर पीवी पैनल से ड्रॉ करता है यदि हम लोड लाइन को बांई ओर स्थानांतरित कर दें तो यह दर्शाएगा की RT का मान कम हो गया है RT का मान कम होने का अर्थ है कि R0 कम हो गया है अर्थात यह शॉर्ट सर्किट की ओर जा रहा है इस स्थिति में आप देखते हैं कि y इंटरसेप्ट शॉर्ट सर्किट करंट वैल्यू के निकट है तथा x इंटरसेप्ट एक अनिश्चित वोल्टेज V है तथा यह वर्टिकल लाइन पावर कर्व को इस पॉइंट X पर कट करती है इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर भी ड्रॉ की गई पावर पीक पावर से काफी कम होती है इस प्रकार केवल इसी ऑपरेटिंग पॉइंट पर सबसे पहले की स्थिति जो अब मैं फिर दिखा रहा हूं पीवी पैनल से ड्रॉ की गई पावर मैक्सिमम होती है हम कह सकते हैं कि यह ऑपरेटिंग पॉइंट मैक्सिमम पावर को ट्रैक कर रहा है अर्थात पीवी पैनल से मैक्सिमम पावर ड्रॉ कर रहा है इसलिए हमारा काम यह देखना है लोड लाइन इस पॉइंट के आसपास ही रहे ताकि हमेशा ही मैक्सिमम पावर ड्रॉ की जा सके समस्या तब होगी जब R0 का मान बदलता है R0 का मान बदलने पर लोड लाइन या तो दाहिनी ओर शिफ्ट होगी अथवा बांई ओर अर्थात लोड लाइन का स्लोप या तो घटेगा या बढ़ेगा यदि ऐसा होता है तो संगत मैक्सिमम पावर पॉइंट कम होगा जैसा कि अभी हमने देखा उस स्थिति में हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ऑपरेटिंग प्वाइंट यहां दिखाए गए स्थान पर ही रहे ताकि मैक्सिमम पावर ड्रॉ की जा सके इसके लिए हमें यहां एक इंटरफ़ेस एक पावर इंटरफेस लगाना होगा पावर इंटरफ़ेस का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि RT हमेशा इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर रहे चाहे फिर R0 का मान कुछ भी हो यह ब्लॉक पावर इंटरफ़ेस कहलाता है यह एक डीसी डीसी कनवर्टर हो सकता है इसे एक कंट्रोल इनपुट की आवश्यकता होती है कंट्रोल इनपुट के साथ पावर इंटरफ़ेस का कार्य इस प्रकार है यदि R0 का मान बदलता है तो कंट्रोल इनपुट को इस तरह बदलना चाहिए ताकि पावर इंटरफ़ेस का इनपुट इंपेडेंस जोकि RT के बराबर है एक कांस्टेंट बनाए रखा जा सके अर्थात इनपुट इंपेडेंस को नियंत्रित किया जाना चाहिए अतः R0 का मान कुछ भी हो R0 के मान में कोई भी परिवर्तन हो कंट्रोल इनपुट को उसी प्रकार से परिवर्तित हो जाना चाहिए ताकि इस पावर इंटरफ़ेस ब्लॉक का इनपुट इंपेडेंस एक कांस्टेंट रहे इस स्थिति में पीवी मॉड्यूल से देखने पर टर्मिनल इंपेडेंस RT स्थिर रहेगा चाहे R0 का मान कुछ भी हो इस स्थिति में जबकि पीवी मॉड्यूल से देखने पर RT स्थिर रहता है यह लोड लाइन भी स्थिर रहेगी और इससे यह सुनिश्चित होगा कि पीवी पैनल से मैक्सिमम पावर ड्रॉ की जा सके इस प्रक्रिया को मैक्सिमम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग कहते हैं और इसकी अवधारणा पीवी मॉड्यूल के अधिकतम संभव उपयोग को सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है हम कंट्रोल इनपुट किस प्रकार देते हैं इसके लिए हमें कुछ सेंसिंग करने की आवश्यकता होती है और तब हमें इसे एक कंट्रोलर के माध्यम से पास करने तथा कंट्रोल इनपुट को समुचित रूप से देने की जरूरत होती है ताकि RT को नियंत्रित किया जा सके तथा R0 के परिवर्तन होने की दशा में भी स्थिर रखा जा सके निश्चित ही हम उन अलग अलग प्रकार के कंट्रोल मैकेनिज्म को देखेंगे जिन्हें हम इस कंट्रोल इनपुट पर प्रयुक्त कर सकते हैं अब एक मैक्सिमम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग टोपोलॉजी पर गौर करें जिसमें एक पावर इंटरफ़ेस लगा हुआ है इसका इनपुट इंपेडेंस RT है जो फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल का टर्मिनल इंपेडेंस भी है R0 लोड है जो दिए गए अनुप्रयोग के अनुसार बदलता रहता है तथा हमारे नियंत्रण में नहीं है यहां लगा पावर इंटरफेस एक डीसी एप्लीकेशन के लिए है जिसमें आउटपुट लोड को डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है इसके लिए हम एक डीसी डीसी कन्वर्टर का उपयोग करेंगे जिसका एक कंट्रोल इनपुट होता है एक डीसी डीसी कन्वर्टर के लिए कंट्रोल इनपुट ड्यूटी साइकिल D है तो यह कंट्रोल इनपुट है डीसी डीसी कन्वर्टर की टोपोलॉजी कुछ भी हो सकती है जिनसे आप परिचित हैं जैसे आइसोलेटेड तथा नॉन आइसोलेटेड टोपोलॉजी नॉन आइसोलेटेड में जो प्रमुख टोपोलॉजी हैं उनमें बूस्ट स्टेप अप बक कन्वर्टर अथवा स्टेप डाउन कन्वर्टर बक बूस्ट कन्वर्टर शामिल हैं आइसोलेटेड टोपोलॉजी में आप फ्लाईबैक कन्वर्टर फॉरवर्ड कन्वर्टर पुश पुल हाफ ब्रिज कन्वर्टर फुल ब्रिज कन्वर्टर आदि उपयोग कर सकते हैं इस प्रकार ये सभी कनवर्टर अथवा अन्य कनवर्टर अनुप्रयोग की मांग के अनुसार आप पावर इंटरफ़ेस के रूप में उचित ढंग से उपयोग कर सकते हैं ताकि ड्यूटी साइकिल पावर इंटरफेस के इनपुट इंपेडेंस को और इसलिए फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल से देखने पर टर्मिनल इंपेडेंस को नियंत्रित कर सके यदि अनुप्रयोग एक एसी एप्लीकेशन है अर्थात यदि लोड को एसी वोल्टेज की आवश्यकता है तब आपको डीसी टु एसी कन्वर्टर अथवा एक इनवर्टर की आवश्यकता होगी इसे भी एक कंट्रोल इनपुट की आवश्यकता होगी जो पुनः ड्यूटी साइकिल है और हम देखेंगे कि यदि लोड की जरूरत एसी वोल्टेज की हो तो उस स्थिति में हम मैक्सिमम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग कैसे करते हैं आइए अब देखें कि हम इस कंट्रोल इनपुट को डीसी डीसी कनवर्टर को किस प्रकार देते हैं ताकि RT को स्थिर रखा जा सके इसके लिए हमें दो चीजों के मापन की आवश्यकता होगी पहला फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल के अक्रॉस वोल्टेज तथा दूसरा फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल से प्रवाहित होने वाला करंट इस प्रकार पीवी सोर्स वोल्टेज तथा करंट अथवा टर्मिनल वोल्टेज तथा करंट तो इन दो इनपुट्स की आवश्यकता होती है इन दोनों को उचित ढंग से प्रोसेस किया जाता है इन्हें प्रोसेस करने के लिए कई एल्गोरिदम हैं उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे यहां एक रेफरेंस की आवश्यकता होती है इस ब्लॉक को रेफरेंस जनरेटर मान सकते हैं i तथा v का उपयोग करके एक रेफरेंस जनरेट किया जाता है और उस रिफरेंस की एक अन्य वेरिएबल के साथ तुलना की जाती है यह वेरिएबल वह है जिसे सेंस अथवा मेजर किया जाता है ताकि RT को स्थिर रखा जा सके प्रायः यह एक पावर वेरिएबल होता है हम पुनः चर्चा करेंगे कि कंट्रोल टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं तो फीडबैक वेरिएबल क्या है तथा रेफरेंस वेरिएबल क्या है ये ज्यादातर एमपीपीटी में ध्यान देने वाली बातें हैं इनकी डिजाइन तथा डेवलपमेंट कैसे किया जाता है इसकी हम आगे चर्चा करेंगे अभी हम मान लेते हैं कि एक रेफरेंस होगा जिसे समुचित ढंग से जनरेट किया जाएगा साथ ही एक फीडबैक वेरिएबल भी होगा दोनों की तुलना की जाएगी तथा एरर को एक पीआई कंट्रोलर को दिया जाएगा इस तरह का कंट्रोलर यह देखेगा कि यहां एरर 0 हो जाए उस स्थिति में फीडबैक रिफरेंस के बराबर हो जाएगा तथा एमपीपीटी प्राप्त हो जाएगा इस पीआई कंट्रोलर का आउटपुट एक पीडब्ल्यूएम ब्लॉक को दिया जाएगा जो डीसी डीसी कन्वर्टर को देने के लिए आवश्यक ड्यूटी साइकिल कंट्रोल जनरेट करेगा इस प्रकार यह मैक्सिमम पावर प्वाइंट ट्रैकिंग सिस्टम के लिए एक सामान्य टोपोलॉजिकल ब्लॉक डायग्राम अथवा ब्लॉक स्कीमेटिक होगा इस तरह आपको वोल्टेज तथा करंट सेंसिंग की आवश्यकता होगी कुछ इस तरह से कंट्रोलर की आवश्यकता होगी जैसे कि पीआई कंट्रोलर तथा पीडब्ल्यूएम जोकि डीसी डीसी कनवर्टर एक सामान्य डीसी डीसी कनवर्टर जो आपके द्वारा चुने गए अनुप्रयोग के लिए उचित हो के ड्यूटी साइकिल कंट्रोल इनपुट से जुड़ा होगा अब हम इस पावर इंटरफ़ेस ब्लॉक को देखेंगे पहले हम डीसी एप्लीकेशंस पर गौर करेंगे अर्थात हम मुख्य डीसी डीसी कन्वर्टर्स की चर्चा करेंगे ताकि हम समझ सकें कि इनके द्वारा एमपीपीटी कैसे प्राप्त किया जाता है तो हम अब इस ब्लॉक की विवेचना करेंगे यहां एक वास्तविक डीसी डीसी कन्वर्टर सर्किट लगाएंगे और देखेंगे यह सारा कंट्रोल मेकैनिज्म RT को स्थिर रखने के लिए किस तरह कार्य करता है ताकि फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल से मैक्सिमम पावर ड्रॉ की जा सके